हम चीनाई की सामर्थ्य के साथ जारी रखते हैं और बाहरी सतह कि क्षमता की जाँच करते हैं और यह समझने के लिए कि हमने पिछले व्याख्यान में क्या देखा है जहां हम दो दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं एक पारंपरिक बंकन का विश्लेषण जहां हम काट व्यवहार कि जाँच कर रहें है रैखिक प्रत्यास्थ के रूप में अंतिम और गैर रैखिक के आधार पर बल विस्थापन सम्बन्ध प्राप्त करते है जिस तरह से हम आधार पर होने वाली दरार के सन्दर्भ में चाहते है और फिर मध्य ऊंचाई पर होने वाली दरार लेकिन अनुभागकाट गुण संपीडन में रैिखक प्रत्यास्थ बना रहे जो कि एक दृष्टिकोण था दूसरा दृष्टिकोण फिर से बंकन का विश्लेषण पारंपरिक बंकन का विश्लेषण था लेकिन अब अनुभागकाट गैर रैिखक है तो वे दो दृष्टिकोण थे जिन्हें हमने आखिरी व्याख्यान में देखा था और इसिलए यदि हम असफल होने तक तनाव कि रैखिक प्रत्यास्थ स्थित के साथ पारंपरिकरूढ़ बंकन विश्लेषण को देखते है फिर उस मामले के लिए जिसे हमने माना कि हमारे पास आधार तय है और शीर्ष आलंब है आलंब से आने वाला पार्श्व संयम अगर हमें विफलता तक भार प्रतिरोध की प्रगति को देखना था तो आप एक बल विस्थापन देखते हैं पार्श्व भार लागू इस तरह के होने चाहिए कि पार्श्व विक्षेपण डेटला मध्य ऊंचाई पर हों इसीलिए इस ग्राफ पर महत्वपूर्ण बिंदु को देखने देते है जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमने भारिक और अयोग्यता के गठन के विभिन्न चरणों में जांचा है तो चरण ए जहां हम केवल गुरुत्वाकर्षण बलों की उपस्थित पर विचार कर रहे हैं आधार पर एक समान संपीड़न आधार तय हो गया है और आपके पास शीर्ष आलम्ब पर पार्श्व कठोरता है जैसा कि पार्श्व बल प्रणाली पर कार्य करते हैं आपके पास तनन प्रतिबल की शुरुआत होती है ये तनन प्रतिबल जो बंकन के कारण विकसित होते हैं संपीड़न द्वारा अशक्त होते हैं चूंकि बाहरी सतह के भार होने के कारण तनाव दीवार पर भारित भार लगने से दीवार में बंकन का कारण बनता है अनुप्रस्थ काट में तनाव का कारण बनता है जब तक कि हवा का दबाव या पार्श्व बल कम होता है वे संपीिड़त द्वारा अशक्त हो जाते हैं तनाव द्वारा लेकिन फिर आप इसे सीमित मामले में ले जाते हैं ऐसे मामले को सीमित करना जहां अभी भी तनन प्रतिबल नहीं है संपूर्ण अनुप्रस्थ काट संपीडन में है लेकिन इससे आपको सिमित मामला मिलता है क्योकि हवा का दाब पूरे अनुप्रस्थ काट के अनुरूप होगा जो अभी भी संपीडन में है और जैसे जैसे पार्श्व बल बढ़ता जाता है हम पहली दरार को देखते हैं और यह प्रत्यास्थता में पहला है जो इस धारणा के तहत प्रणाली में होता है और इसिलए भार के रूप में प्रतिरोध जारी है कि कठोरता में गिरावट प्रणाली की कठोरता में कमी हो सकती है इसिलए हमारी भारित का चरण c तब था जब आधार पर पहली दरार होना शुरू हो गई है और दीवार पर अभिनय करने वाले पार्श्व बल के रूप में फैलाना शुरू कर देता है दीवार पर बल लगाने से बल बढ़ता है इसिलए इस स्तर पर हमें इस तथ्य पर विचार करना शुरू करना होगा कि प्रणाली एक प्रोपेल्ड बाहूकैंटीलीवर के रूप में काम करना बंद कर देता है और दीवार में पिन पिन वाली सीमा स्थित के रूप में अिधक काम करना शुरू कर देती है और इसिलए अधिकतम आघूर्ण अब दीवार की मध्य ऊँचाई की ओर पलायन करेगा और भारित जारी रहने पर आपको मध्य ऊँचाई पर दरार प्रारंभ होना मिल जाएगी और यह एक ऐसा चरण है जो दीवार की अधिकतम भार वहन क्षमता से मेल खाता है क्योंकि एक बार दरार मध्य ऊंचाई पर शुरू हो जाती है यह मूल रूप से केवल बड़े विकृति के साथ विरोध करने वाली है लेकिन अितिरक्त क्षमता उस स्तर पर उपलब्ध नहीं है आरक्षित क्षमता उस स्तर पर उपलब्ध नहीं है इस धारणा पर ध्यान दें कि हम अभी भी यह मानने का प्रयास जरी रखते है कि उस अनुप्रस्थ काट पर संपीडन प्रतिबल का रैखिक वितरण आलोचनात्मक काट रैखिक प्रत्यास्थ रैखिक है तो निरंतर संपीडन प्रतिबल त्रिकोनिये वितरण को इस स्तर पर माना जाता है और जैसे ही पार्श्व बल में वृद्धि होती है आपको दो कठोर खंडब्लॉकों के रूप में पूर्ण तंत्र गठन प्राप्त होगा जो इसके चारों ओर घूम रहे हैं और मध्य ऊंचाई के बारे में जब पार्श्व विस्थापन अनुप्रस्थ काट मोटाई t के कम से कम एक आधे से अधिक हो जाता है तो आपको विफलता होगी तो अस्थिरता के कारण लगभग 05 टी आपको प्रणाली में विफलता मिलनी चाहिए तो इस तरह से हमने वास्तव में दोनों प्र्त्यास्थाओं पर विचार किया है लेकिन इस धारणा के तहत कि वितरण संबंधी तनाव रैखिक प्रत्यास्थ हैं तो आपके पास क्या है एक गैर रेखीय प्रतिबल विकृति एक गैर रैिखक बल विस्थापन संबंध अंततः पारंपरिक बंकन विश्लेषण के साथ है तो यह कुछ ऐसा है जिसे हमने देखा था और यह अितिरक्त आघूर्ण हैं जो दीवार में घटित होने लगते हैं और यही कारण है कि वायु की ओर कब्जेदारकाजहिन्ज के प्रवास के कारण अितिरक्त आघूर्ण दीवार पर आते हैं इसलिए हमने पिछले व्याख्यान में उन पहलुओं की जांच की है हालाँकि अगर हम यह मान लें कि दीवार को इस आधार पर बंधित नहीं किया गया है कि मूल रूप से आधार पर हमने जो निर्धारण किया है वह विभिन्न स्थितियों के लिए उपलब्ध नहीं है यदि पहले से ही कोई दरार मौजूद है तो वह इस मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा आपके पास उस आधार पर दरार का गठन नहीं है जिसे हमने c से देखा है बजाय इसके कि आपको कठोरता में बदलाव होगा एक बार जब यह खंड मध्य ऊंचाई पर टूटना शुरू हो जाता है तो यह पहला गैर रैखिक है जिसे हमने मूल रूप से ग्रहण करना है यदि हम एक धारणा के साथ शुरू करते हैं कि दीवार प्रारंभिक स्थिति में ही सीमा की स्थिति के रूप में टिका हुआ है तो यह संभावित अंतर है जिसे आपको पहले मामले में देखना चाहिए आपके पास कुछ आरक्षित क्षमता है क्योंकि दूसरे में आधार निर्धारण है तो समग्र ऊर्जा जो इसे नष्ट कर सकती है निश्चित रूप से एक स्थिति की तुलना में अधिक है जहां आप शीर्ष और निचले हिस्से पर कब्जेदार हुआ मान रहे हैं तो यह संभावित अंतर है जिसे हम संपीड़न में प्रतिबल के रैखिक प्रत्यास्थ वितरण के साथ पारंपरिक बंकन विश्लेषण में ग्रहण और जांच कर सकते हैं हालाँकि हमने तब जांच की अगर हम एक धारणा के आधार पर दीवार में आघूर्णनों और वक्रता का अनुमान लगा रहे थे कि विशेष रूप से चरम में अनुप्रस्थ काट में तनाव के वितरण को गैर रैखिक माना जा सकता है हमने जांच की कि नीचे लिखना कैसे संभव है अनुप्रस्थ काट में प्रतिबल और अंतिम चरण तक हम उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं लेकिन इससे परे हम एक आयताकार प्रतिबल खंडब्लॉक मान लेते हैं जो संपीड़न में पदार्थ के नरम होने के कारण प्रतिबल के परवलयिक वितरण को अंतिम रूप दे रहा है तो यह दूसरा तरीका है जिसमें सूत्रीकरण किया जा सकता है इस विशेष दृष्टिकोण में हमारे पास एक विशेष उदाहरण में हमने दीवार के साथ स्थिति को देखा था जिसे शुरू करने के लिए पिन पिन किया गया था इसलिए यदि आप बल विस्थापन संबंध की जांच करना चाहते हैं तो आपको प्रणाली में नरमी और विफलता मिलेगी और प्राथमिक अंतर शिखर के करीब होगा जब चरम क्षमता पर पहुँचा जा रहा है तो आपके पास वहां होने वाला नरम व्यवहार होता है जिसे आपने दूसरे मामले में देखा कि बहु रेखीय वक्र है जो कि मूलभूत अंतर है जो आपको प्राप्त होगा क्योंकि चरम में गैर रेखिकता की धारणा के कारण हम इसे गणना में लाने में सक्षम हैं तो यह वही है जो हमने अब तक देखा है अब हम जो जांच शुरू करेंगे वह एक मौलिक तंत्र है जो बाहरी सतह की दिशा में पार्श्व भार वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए अनुमति देता है जो कार्रवाई कर रहा है इसलिए व्रत खंड प्रतिक्रिया एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी दिए गए सेट के तहत मान सकते हैं लेकिन अगर वे स्थितियां मौजूद नहीं हैं तो यह मान लेना गलत होगा कि व्रत खंड प्रतिक्रिया होने वाला है क्योंकि व्रत खंड प्रतिक्रिया से सतह के बाहरी बंकन में चिनाई वाली दीवार की भार वहन क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है तो वास्तव में क्या हो रहा है हम एक आघूर्ण में उस आंकड़े की विस्तार से जांच करेंगे अब हम एक ऐसी स्थिति को देखते हैं जहां एक दीवार को वायु बल या जड़त्वीय बलों द्वारा भार किया जा रहा है और इस विशेष मामले में हम क्षैतिज बंकन की जांच कर रहे हैं और इसलिए मुझे दीवार की लंबाई को देखने में दिलचस्पी है दीवार की कुल लंबाई l और मूल स्थिति में दीवार है लेकिन जैसे जैसे दीवार सतह के लम्बरूप से या बाहरी सतह बल द्वारा भारित होने लगती है दीवार पर विक्षेपण होने लगते हैं और जैसे ही दीवार विचलन होने लगती हैअगर आलम्ब कठोर आलम्ब हैं अब यह कहते हुए कि मुझे लगता है कि यहां परिचय देना महत्वपूर्ण है कठोर आलम्ब की यह अवधारणा क्या है अब यदि आप स्वयं एक चिनाई वाली दीवार पर विचार करते हैं दो प्रतिफल दीवारों के साथ एक अ प्रबलित चिनाई वाली दीवार है आपके पास मुख्य दीवार है जो हम जांच कर रहे हैं कोन सी बहरी सतह दिवार है और कोन सी अन्ध्रुनी सतह दिवार है इन दो प्रतिफल दीवारें में से यदि संयोजनकनेक्शन खराब हैं और अगर प्रतिफल दीवारें पर्याप्त मजबूत नहीं हैं तो कठोर आलम्ब प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं तो आप यह नहीं मान सकते हैं कि बहरी सतह कि दिवार वास्तव प्रतिरोध कर रही है अन्ध्रुनी सतह कि दिवार का दो प्रतिफल दीवारों में से वह एक स्थिति है अन्य स्थिति यह है कि आप इसे लागू करने के लिए भी पट्टिकाओंपैनल को भर कर सकते हैं यदि आपके पास एक भरी हुई इन्फिल पट्टिकापैनल है जो एक ढाचेफ्रेम के भीतर प्रबलित कंक्रीट स्तंभकॉलम के बीच में है तो उन्हें कठोर आलम्ब प्रदान करने के लिए माना जा सकता है क्योंकि वे गैर चलती आलम्ब हैं तो एक भरी हुई दीवार जो अग्रभाग पर भारित है जो कि बाहरी सतह के बलों के अधीन होती है जड़त्व बल या वायु बल में भी व्रत खंड प्रतिक्रिया हो सकती है क्योंकि प्रबलित कंक्रीट स्तंभकॉलम को गैर चलती आलम्ब या कठोर आलम्ब माना जा सकता है तो यह एक ढांचा है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं दोनों भार वहन करने वाले चिनाई के निर्माण के लिए और भरी हुई के लिए जो कि फ्रेम का विरोध करने वाले आघूर्णनों में विभाजन की दीवारें हैं इसलिए कठोर आलम्ब की अवधारणा कुछ ऐसी है जो आपको यहां करनी होगी इसे आदर्श रूप से दो छोरों पर शुद्धता के रूप में दिखाया गया है लेकिन आपको यह जांचना होगा कि क्या स्थितियां आपके लिए उपलब्ध हैं फिर से शुरू करने के लिए हम जांच कर रहे हैं कि कठोर व्रत खंड प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है और फिर हम एक अवधारणा पर आगे बढ़ेंगे जिसे दरार युक्त व्रत खंड प्रतिक्रिया कहा जाता है और फिर से अगर आपके पास बाहरी सतह की दीवार और प्रतिफल दीवारों के बीच कोई अंतर नहीं है तो यह संभव है आपको शुरुआत में ही सही तरीके से व्रत खंड प्रतिक्रिया करने को मिलती है और इसे कठोर व्रत खंड प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है लेकिन इस मामले में प्रतिफल दीवारों और बाहरी सतह की दीवार के बीच एक अंतर विकसित हो रहा है उस अंतराल को बंद करना होगा इससे पहले कि व्रत खंड प्रतिक्रिया विकसित हो सकती है और इसलिए हम कठोर तंत्र और अंतराल तंत्र के तहत इस व्रत खंड प्रतिक्रिया की जांच करेंगे लेकिन पहले हम कठोर तंत्र की जांच कर रहे हैं तो वास्तव में क्या हो रहा है यह दीवार के रूप में है जो इन गैर चलती आलाम्बों के बीच में है कठोर आलम्ब विक्षेपण करना शुरू कर देता है क्योंकि पार्श्व बलों की कार्रवाई के कारण दीवार विक्षेपित हो जाएगी दीवार निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखेगी कि आप जिस सीमा पर चल रहे हैं उसके आधार पर आप तय सीमा की शर्तों को मान सकते हैं लेकिन फिर बात यह है कि अगर आप तय सीमा की शर्तों को मानते हैं तो आपको निर्धारित छोर पर अधिकतम नकारात्मक आघूर्ण मिलेगा और दरार की शुरुआत अवश्य होगी जो उस बिंदु पर घटित होता है जिसके बाद मध्य पाट दरार होने वाली है तो यह इस बारे में है कि दीवार में असमानता का प्रसार कैसे हो रहा है और सीमा की स्थिति जो आपने ग्रहण की है हालांकि हमें यह मान लेना चाहिए कि दीवार अपने दोनों सिरों पर घूम रही है और मध्य पाट दरार भी हो रही है जिसका अर्थ है कि यह अपने सिरों चरों ओर में घूम रहा है और मध्य अवधि के चरों ओर घूम रहा है इसलिए जब से यह घूमना शुरू होता है तो अलम्ब गैर रेखिक चालित आलम्ब होते हैं जिससे आपको उस स्तिथि पर संपीडन दवाब बल मिलना शुरू हो जाता है जहाँ दीवार संपर्क में होती है बाहरी सतह कि दीवार कठोर आलम्ब के सम्पर्क में होती है मूल रूप से समान संपर्क था और जैसे जैसे दीवारें विक्षेपित होने लगती हैं आप इन दवाब बलों को सही विकसित करते हैं इसलिए यह संपूर्ण आधार है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं अब येदवाब बलों इस बात पर निर्भर करती है कि दीवार कितनी विक्षेपित हो रही है सही है वे बढ़ जाते हैं और एक ऐसे चरण तक पहुँचते जहाँ आप कब्जेदार कि स्तिथि पर चिनाई को कुचल सकते हैं और आप दीवार की एक निश्चित परिमित लंबाई प्राप्त कर सकते हैं जो अनुप्रस्थ काट में ही समतल या क्रश होने लगती है इसलिए कब्जेदार स्वयं एक बिंदु से दीवार की लंबाई के केंद्रक पर जा सकती है जो संपीड़न और कुचलने से गुजर रही है ठीक है तो मूल रूप से नीचे की रेखा वहाँ अन्ध्रुनी सतह बलों में बड़ी होती है जो अन्ध्रुनी सतह संपीड़न बलों में विकसित होने लगती हैं जो तब विकसित होने लगती हैं जब यह दीवार विक्षेपित होने लगती है और ऐसा तब होने की उम्मीद होती है जब यह बाहरी सतहों की दीवार के कठोर गैर चलती आलाम्बों के विरुद्ध नीचे की रेखा है आइए एक क्षण के लिए आंकड़े की जांच करें तो मेरे पास लंबाई L की एक दीवार है जो बाहरी सतहों के पार्श्व भार से है यह घूमना शुरू कर देता है मेरे पास दो गैर चलती आलम्ब हैं दवाब बल जो दीवार के विक्षेपण के रूप में विकसित होता है उसे Pu के रूप में नामित किया जाता है यह संपीड़न होता है और जैसे ही यह बढ़ जाता है काटअनुभाग प्लास्टिफिकेशन में चला जाता है तो हम उस परम अवस्था का उल्लेख करते हैं काले तीर के निशान जो आप देखते हैं त्रिकोणीय क्षेत्र के केंद्रक पर बैठे परिणामी हैं जिन्हें ज्यामितीय रूप से माना जाता है दीवार के छोर पर और दीवार के केंद्र पर माना जाता है जहां संपर्क बिंदु हैं तो यह समग्र ज्यामिति है जिसके साथ हम काम करने जा रहे हैं अब यह मानते हुए कि दो ब्लॉक फिर से एक मौलिक धारणा है जो बनने जा रही है मध्य पाट पर दरार बन गई है छोर पहले से ही टूट चुके हैं और घूमने के लिए स्वतंत्र हैं तो आपके पास मूल रूप से दो कठोर ब्लॉक हैं जो घूम रहे हैं अब उस धारणा के आधार पर आपकी ज्यामिति सरल हो जाती है और आप वास्तव में एक साधारण विश्लेषणात्मक रूप पर काम कर सकते हैं जो कि अतिरिक्त क्रिया के लिए होता है जो कि व्रत खंड प्रतिक्रिया से आती है इसलिए यदि आप इस मामले में पारंपरिक बंकन विश्लेषण का उपयोग करने के लिए थे तो हमने ऊर्ध्वाधर बंकन परिदृश्य के लिए उपयोग किए गए बंकन विश्लेषण को देखा यदि आप क्षैतिज बंकन परिदृश्य के लिए एक ही चीज़ का उपयोग करने और तुलना करने के लिए थे तो आप देखेंगे कि भार वहन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह हमारे अभ्यासों में से एक है आप जांच लेंगे कि आपको किस प्रकार की वृद्धि हुई है यदि आप बाहरी सतह की दीवार की क्षमता के लिए एक सहायक कारक के रूप में कठोरव्रत खंड प्रतिक्रिया पर विचार करें तो हम इस पर विस्तार से जांच करेंगे और एक सूत्रीकरण विकसित करेंगे ये दबाव बल वे हैं जो हम एक अभिव्यक्ति के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं और इन दबाव बल के रूप में मैंने कहा है कि वास्तव में त्रिकोणीय क्षेत्र के केंद्रक पर हैं जो दीवार के सिरों पर माना जा रहा है जो एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जो कि कुचला जा रहा है और संपर्क क्षेत्र अब वहां Δ0 है आप संपर्क की लंबाई देखते हैं और संपर्क की यह लंबाई है क्योंकि चिनाई के रूप में संपीड़न बलों में वृद्धि धीरे धीरे प्लसटीफाइड हो रही है इसलिए जैसा कि होता है संपर्क एक परिमित लंबाई होने के बिंदु से बदल जाता है और यह परिमित लंबाई एक डेल्टा शून्य है जिसे हम इस बिंदु पर समय के साथ नामित कर रहे हैं आपको इस बात पर कुछ अनुमान लगाना होगा कि यह कितना हो सकता है बेशक यह पदार्थ की सामर्थ्य पर निर्भर करने वाला है जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं चिनाई की सामर्थ्य है लेकिन एक जोड़संयुक्त में आपके पास इकाई नहीं हो सकती है और मोर्टार एक साथ अभिनय कर सकता है यह बस एक जोड़संयुक्त में मोर्टार हो सकता है तो यह भी मोर्टारमसाले कि संपीडन सामर्थ्य हो सकती है इसलिए हमें इस बात पर एक धारणा बनानी होगी कि अधिकतम दबाव बल को विकसित करने के लिए दीवार के संपर्क के रूप में कितनी लंबाई उपलब्ध होने वाली है फिर से दीवार की मोटाई को t माना जाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दीवार में लंबाई L और मोटाई t ली है इसलिए यदि आप वास्तव में जांच कर सकते हैं कि दीवार में क्या हो रहा है तो आपके पास तीन कब्जेहिन्ज हैं जो विकसित हैं दो गैर चलित छोरों के साथ आलम्ब के स्थान पर कब्जेहिन्ज आलम्ब पर हैं जो कठोर आलम्ब हैं दो कब्जेहिन्ज हैं और अन्य कब्जेहिन्ज वास्तव में दीवार के मध्य पाट पर है तो आप तीन कब्जेहिन्ज वाले आर्क का गठन देख रहे हैं हम वास्तव में तीन कब्जेहिन्ज वाले आर्क का निर्माण देख रहे हैं और अब यह कम वृद्धि का तीन कब्जेहिन्ज वाला आर्क है बेशक आपने दीवार में जिस तरह का विक्षेपण देखा है वह एक अतिरंजित विक्षेपण है और आप इतने विक्षेपण को नहीं देख पा रहे हैं यह विक्षेपण की बहुत कम मात्रा है हम अस्थिरता के बारे में बात कर रहे हैं जब दीवार तब होती है जब विक्षेपण अनुप्रस्थ काट के एक आधे के क्रम का होता है तो लगभग 100 मिमी पर आप प्रणालीसिस्टम में विफलता प्राप्त कर सकते हैं तो यह विक्षेपण जो हम दीवार की लंबाई के बारे में 100 मिमी के बारे में बात कर रहे हैं वह छोटा है और कुछ ऐसा है जिसकीआप बहुत आसानी से कल्पना नहीं कर पाएंगे लेकिन बात यह है कि तीन कब्जेहिन्ज वाला मेहराबआर्च कम वृद्धि का एक आर्क है ठीक है न इसलिए यदि आप वास्तव में देख रहे हैं कि यहां क्या हो रहा है तो आपके पास एक आर्च का निर्माण है और यदि आपके पास एक महत्वपूर्ण आर्च का निर्माण है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि सामग्रीपदार्थ कितनी प्रतिरोधी होने वाली है क्योंकि सामग्रीपदार्थ को तुरंत नहीं कुचलना चाहिएअगर सामग्री संपीड़न को महत्वपूर्ण रूप से झेलने में सक्षम है तो इस मेहराबआर्च का उदय बढ़ता रहेगा और इसलिए यदि आप एक महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं तो आप असफलता के बिना और आघूर्ण के आलम्ब के बिना सक्षम होंगे बाहरी सतह का महत्वपूर्ण भार दीवार द्वारा ही किया जा सकता है अब हम इस समस्या के केवल आधे हिस्से की जांच करते हैं और इस प्रणाली में क्या हो रहा है इसे समझने के लिए घनिष्ठ दृढ़ समाधान तैयार करते हैं इसलिए यदि आप वास्तव में तीन कब्जेहिन्ज वाले आर्च की अवधारणा पर वापस जाते हैं तो यह आर्क परिणाम के उदय में संपीड़न परिणामी Pu गुणा आर्च ru का गठन कर रहा है जो वास्तव में आघूर्ण प्रतिरोध है जो आपको दीवार में मिल रहा है ru आर्क का अंतिम वृद्धि है और Pu दवाब बल है जो आपको मिल रहा है और उस चरम पर जिसकी हम जाँच कर रहे हैं Pu x ru वह है जो आंतरिक युगल है जो बाहरी आघूर्ण का विरोध कर रही है जो दीवार पर ही काम कर रहा है तो इस चरम आघूर्ण में Pu x ru हो रहा है इसलिए मुझे केवल उस आंकड़े पर वापस जाना चाहिए और उन विभिन्न टिप्पणी की जांच करनी चाहिए जिनका हम उपयोग कर रहे हैं तो Pu दबाव बल है हमने दो छोरों पर दबाव बल के बारे में बात की एक दीवार में जो हम जांच कर रहे हैं हमारे पास दीवार की मोटाई है जो t है मोटाई का एक आधा भाग t भाग 2 है जो दीवार वास्तव में आलम्ब के संपर्क में है वह αt है कठोर आलम्ब के साथ त्रिकोणीय क्षेत्र का यह संपर्क हमारी परिमित लंबाई है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि सामग्री कितनी जल्दी कुचलने लगेगी और उस दूरी को αt के रूप में लिया जाता है कुल विक्षेपन दीवार के मध्य पाट विक्षेपन खुद डेल्टा शून्य है इस रेखा के बीच की रेखा यहाँ दीवार के मध्य रेखा पर मध्य पाट विक्षेपण है अधिकतम मध्य पाट विक्षेपण जो आपको दीवार में मिल रहा है इसलिए यदि आप आर्क के वृद्धि के लिए विश्लेषणात्मक रूप से एक अभिव्यक्ति पर पहुंचने में सक्षम हैं तो पल क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है यदि आप फिर से अनुमान लगाने में सक्षम हैं कि अंतिम संपीड़न परिणाम कितना हो सकता है जो मैंने कहा था कि उस अंतराफलक में आपके पास कितनी सामर्थ्य है इसलिए यह मानते हुए कि पदार्थ की सामर्थ्य से मैं Pu के लिए एक अभिव्यक्ति पर और आदर्श ज्यामिति से ज्यामिति से आने में सक्षम हूं अगर मैं आर्क ru के वृद्धि के लिए एक अभिव्यक्ति पर पहुंचने में सक्षम हूं तो मेरे पास स्वयं दीवार की आघूर्ण क्षमता है तो इस मामले में ru Δ0 होने जा रहा है जो कि कुल मध्य पाट विक्षेपण है जिसे आप दीवार के अनुप्रस्थ काट से t और फिर से घटा रहे हैं हम मान रहे हैं कि संपर्क में अनुप्रस्थ काट कोई कब्जेदारकाजहिन्ज नहीं है लेकिन एक परिमित लंबाई है हमें यह जानना चाहिए कि परिणामी त्रिकोणीय क्षेत्रफल की धारणा में कहां है जो वहाँ माना जाता है और इसलिए दीवार के किनारे से जिस बिंदु पर परिणामी y अक्ष के साथ है जो विक्षेपित आकार के संबंध में दीवार के ही माना जाता है तो इस y बार को आपको दो बार विचार करना होगा क्योंकि आपको इसमें होने वाली संपीडनकुचलन दो खंड में मिल गई है जो एक मध्य पाट एवं दूसरी गैर चलित आलंभ पर है मैं t को बाहर निकालता हूं और इसे और सरल बनाता हूं और हम एक धारणा बनाते हैं तो अगर यह एक दृढ़ समाधान जो आप देख रहे हैं वह वास्तव में यह अनुमान लगा सकता है कि यह कितना हो सकता है लेकिन आप यह भी मान सकते हैं कि यह अनुप्रस्थ काट का लगभग 10 प्रतिशत होगा तो यह कुल अनुप्रस्थ काट का लगभग 10 प्रतिशत है αt 2 को 01 के रूप में आपके साथ काम करने के लिए एक काफी अच्छी धारणा है हो सकता है कि आपको इससे अधिक कुछ न मिले जो कि काम करने के लिए एक अच्छा अनुमान है बेशक इस मामले में हम वास्तव में जो मान रहे हैं वह यह है कि दीवार विक्षेपण के रूप में आप ज्यामिति को जानते हैं क्योंकि दीवार में विक्षेपण होता है अक्षीय छोटा होता है और अक्षीय का छोटापन वास्तव में एक समस्या पैदा करने वाला है क्योंकि आपके पास बड़े विक्षेप हैं अक्षीय छोटा होना अधिक है और फिर संपर्क खो जाता है अब विक्षेपण छोटा हैं और इसलिए यह अक्षीय छोटा होने की उम्मीद नहीं है जो कि एक अच्छी धारणा है यदि लंबाई मोटाई अनुपात इस मामले में अनुता अनुपात 25 से कम है तो यह फिर से एक महत्वपूर्ण धारणा है कि हम यदि आप एक दृढ़ समाधान बनाना चाहते हैं तो आप विक्षेपित आकार के कारणकिसी भी कमी के लिए जिम्मेदार होंगे Student Sir I did not get it विद्यार्थी सर मुझे नहीं मिला Δ0 किसके बराबर है विद्यार्थी क्या यह αt 2 के बराबर है हां यह काफी हद तक बराबर होगा यह लगभग αt 2 के बराबर होगा लेकिन हालाँकि यदि आप वास्तव में देखते हैं कि αt 2 संपर्क क्षेत्रफल क्या है αt 2is संपर्क क्षेत्रफल ये तुलनात्मक मान हैं जो उनके बराबर नहीं हैं Student αt2 is a contact area विद्यार्थी αt 2 एक संपर्क क्षेत्रफल है αt2 is the contact areaαt 2 संपर्क क्षेत्रफल है Student Δ0 विद्यार्थी Δ0 Δ0 मध्य पाट विक्षेपण है चित्र में डेल्टा शून्य Δ0 को विक्षेपित आकृति के केंद्र रेखाओं के बीच परिभाषित किया गया है जो कि Δ0 है हालांकि αt संपर्क क्षेत्रफल का प्रक्षेपण है जिस ऊंचाई पर हम इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा क्या है जो इस मामले में 01 टी माना जा रहा है ऐसा होता है कि ज्यामिति के लिए हम उन दोनों की जांच कर रहे हैं वे तुलनीय मान हैं इसलिए इस धारणा के साथ अगर हमें ru का अनुमान लगाना था अगर हम मानते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि αt 2 01 t है तो आप पिछले अभिव्यक्ति पर वापस जा सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं αt 2 लगभग 01 t है फिर एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें कि ur क्या होने जा रहा है उदयबढने स्वयं होने जा रहा है तो यहाँ आपको हमारे द्वारा ग्रहण की गई ज्यामिति के आधार पर लगभग 0933 टी का बढतउदय होता है तो विश्लेषणात्मक रूप से आपको ru के लिए एक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है और पदार्थ की सामर्थ्य से आपको Pu के लिए एक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है जो यह अनुमान लगाने में सक्षम हो सकता है कि दीवार की आघूर्ण क्षमता क्या होने जा रही है हम उस पर वापस आएंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ कोड आपको व्रत खंड तंत्र के लिए लेखांकन की संभावना देते हैं अधिकांश अन्य सिर्फ पारंपरिक बंकन विश्लेषण पर निर्भर करते है इसलिए अगर हम इस प्रारंभिक मामले को मान लें जहां गैर चलती आलंब मौजूद हैं लेकिन दीवार और आलंब के बीच कोई अंतर नहीं है तो इस विशेष मामले में हम ऊर्ध्वाधर बंकन की जांच कर रहे हैं और ऊपर और नीचे के आलंब हैं जिस पर हम अभी विचार कर रहे हैं तो यह शीर्ष पर एक प्रबलित कंक्रीट स्लैबफलक हो सकता है और तल पर प्रबलित कंक्रीट स्लैबफलक और दीवार को बहरी सतह भार के अधीन किया जा सकता है तो आपके पास दीवार में लंबवत बंकन और एक समान तंत्र है जो उत्पन्न करता है आपके पास संपर्क बिंदु विकसित होंगे और यहां संपर्क बिंदु विकसित होने के कारण यहां और यहां आपके पास वह आर्क है जो आपके लिए उपलब्ध कठोर व्रत खंड तंत्र के साथ रूपों और प्रतिरोध करता है तो ज्यामिति के कारण कठोर व्रत खंड तंत्र के मामले में जो आपको मिलता है वह एक सममित आर्चमेहराब है आपको एक सममित आर्च मिलेगा इस धारणा के साथ कि दरार मध्य ऊंचाई पर हो रही है तो यदि आप मध्य ऊंचाई दरार के ऊपर कठोर ब्लॉक के मुक्त पिण्ड आरेख और मध्य ऊंचाई दरार के नीचे कठोर ब्लॉक की जांच करने के लिए थे तो आपके पास शीर्ष बल के मध्य ऊंचाई और पार्श्व ऊंचाई के मध्य ऊंचाई पर अभिनय करने वाले पार्श्व बल का परिणाम है नीचे ब्लॉक जनसंपर्क यहाँ हम मान रहे हैं कि कठोर व्रत खंड तंत्र हो रहा है इसलिए कठोर व्रत खंड तंत्र pr h 2 और pr h 2 के समान पार्श्व भार दो ब्लॉकों पर कार्य करता है और अब आपके पास समरूपता है आपके पास मध्य ऊँचाई पर घुमावदार किनारे पर और ऊपर और नीचे स्थित वायु कि ओरलीवार्ड के किनारे पर होने वाला हिंगकाजकब्जेदार किनारा है तो यह आपको प्रणालीसिस्टम में समरूपता प्रदान कर रहा है और यदि हम शीर्ष पर संपर्क बिंदु के परेह आघूर्ण लेते है यदि आप उस बिंदु पर संतुलन के आघूर्ण को लेते हैं जो सबसे ऊपर है फिर से दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बंकन के लिए मान्यएक तरफा बंकन अगर हम जांच करने जा रहे हैएक अंतर की उपस्थिति के साथ क्या हो रहा है आपके पास वह समरूपता नहीं है जो पहले प्रणालीसिस्टम में उपलब्ध थी तो आइए देखें कि यहां क्या होगा आइए हम बताते हैं कि शीर्ष पर एक छोटा सा अंतराल जो भी कारण से है सही हैनिर्माण दोष या पदार्थ में संकुचन या और भी तो हम मान लेते हैं कि एक छोटा अंतराल है जो दीवार और अलम्ब को अलग करता है हालाँकि इस अंतर को सीमित करना होगा यदि आपके पास बहुत अधिक अंतरगैप है तो यह कभी भी किसी भी तरह कि व्रत खंड कि कार्रवाई नहीं करेगा तो यह वास्तव में एक बाहूकैंटिलीवर दीवार के रूप में व्यवहार करेगा हालाँकि इस मामले में हम जाँच करेंगे कि अंतर का सीमित मान क्या होना चाहिए लेकिन हमें यह मान लेना चाहिए अगर हमारे पास इस तरह की स्थिति है तो दीवार को वास्तव में घुमाना चाहिए और एक निश्चित परिमित घूमने के बाद यह शीर्ष बिंदु पर संपर्क में आएगा इसलिए जब ऐसा होता है और यदि आप मुक्त पिण्ड आरेख की जांच करने के लिए थे तो तुरंत संपर्क स्थापित होने पर और आपके पास कब्जेदारहिन्ज का गठन होता है आपके पास शीर्ष घुमावदार तरफ एक कब्जेदारहिन्ज होगा एक कब्जेदारहिन्जकाज जो मध्य पाट की ओर पवन की तरफ और एक कब्जेदारहिन्जकाज जो कि लीवर की तरफ सेनीचे की तरफ बनता है अब आपके पास वह समरूपता नहीं है जो पहले उपलब्ध थी और आपके पास एक असममित आर्क है जो इस मामले में विकसित होता है यदि आप मुक्त पिण्ड आरेख को फिर से देखना चाहते हैं तो वायु प्रेरित प्रतिक्रियाएं यहां pgh 2 सबस्क्रिप्ट g यहां अंतर व्रत खंड कार्रवाई pgh 2 के लिए है आपके पास वायु की तरफ दो कब्जेदारहिन्ज है और इसलिए प्रतिक्रियाएं pg h 4 और pg h 4 उस कब्जेदारहिन्जकाज पर होती हैं जो वायु की तरफ होती हैं नीचे वाले खंड में वायु की तरफ pg h 4 भी होगा जबकि आपके पास वायु की तरफ कब्जेदारहिन्जकाज पर केवल एक संपर्क बिंदु है और इसलिए संतुलन द्वारा और यह पिछले मामले की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत कम है आपको पिछले मामले में हमें कठोर व्रत खंड कार्रवाई के लिए 8Pt h2 मिला यहां इन मान्यताओं के साथ जो हमने इस विशेष मामले में दो मौलिक धारणाओं के साथ किया है कि दरार मध्य ऊंचाई पर हो रही है और दूसरी धारणा जो हम बना रहे हैं उसका सरलीकृत विश्लेषण किया गया है जहां हम यह मान रहे हैं कि कब्जेदारकाजहिन्ज अपने आप हो रहा है कि क्षेत्रफल संपीड़न एक बिंदु है और यह एक सही काज ah है तो यह एक और धारणा है लेकिन अनुप्रस्थ काट का प्लास्टिफिकेशन वास्तव में होने की उम्मीद है लेकिन यह सरलीकृत धारणा हमें बताती है कि अगर आपने गैपिंग और गैप से परे अगर आप क्लैम्पिंग को जुटाने में सक्षम हैं तो 50 की कमी है आप देखेंगे कि क्या कोई अंतर है ठीक है इसलिए अंतर व्रत खंड तंत्र फिर से सरलीकृत ज्यामिति के कारण जिसे हम देख रहे हैं कि उपलब्ध होने वाले अंतर पर कुछ सीमा होनी चाहिए इसलिए यदि आप अंतराल का अनुमान लगा सकते हैं या कहें कि अधिकतम अंतराल है जो आपके पास हो सकती है ताकि व्रत खंड कार्रवाई विकसित हो जाए आम तौर पर आप उस अंतराल पर पहुंच सकते हैं जो उस सीमित अंतर को आप अनुमति दे सकते हैं जो लंबवत बंकन के मामले में है स्थिति या क्षैतिज बंकन की स्थिति में है तो आप चाहते हैं कि दीवार घूमने में सक्षम हो और संपर्क में आए लेकिन यदि अंतर बहुत अधिक है तो यह सिर्फ घूम रही है और आप संपर्क खो देंगे तो अधिकतम अंतराल क्या है ताकि आप साधारण ज्यामिति के साथ दीवार के घुमाव से बचें अगर हम जिस दीवार को देख रहे हैं वह लंबाई L की है और हमारे पास दो अंतरगैप हैं तो गैर चलित आलम्ब ब्लैक बॉक्स हैं जिन्हें आप दो सिरों पर देखते हैं यदि आपके पास फिर से मानने वाले दो अंतराल हैं तो अंतराल समान g 2 और g 2 हैं तो आप इस बात पर पहुंच सकते हैं कि यह अधिकतम g क्या सरल ज्यामिति से होने वाला है यहाँ यह माना जाता है कि ब्लॉक एक बार कठोर ब्लॉक के रूप में घूम रहा है दरार स्वयं उत्पन्न हो रही है और यह दरार वास्तव में केवल विक्षेपण पर बंद होने जा रही है दरार केवल विक्षेपण पर बंद होने जा रही है तो दीवार को कितना झुकना चाहिए फिर आप अनुमानित अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य पाट पर विक्षेपण कितना होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करेगा कि संपर्क स्थापित किया गया है और फिर क्षमता का अनुमान अन्तर व्रत खंड क्रिया लेखांकन के लिए लगाया जा सकता है तो इसके लिए हमें यह मान लेना चाहिए कि प्रत्येक छोर पर g 2 है मध्य पाट पर कितना विक्षेपण आवश्यक है ताकि आप अंतर को बंद कर दें और फिर से ज्यामिति से आप एक अनुमानित अनुमान लगा सकें कि यह विक्षेपण की ज्यामिति gL 4t से लगभग है तो सरल मान्यताओं लेकिन त्वरित जांच जो आप अन्तरालगैपिंग को सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं अंतराल को बंद किया जा सकता है और दीवार की क्षमता में वृद्धि की क्षमता का आकलन करने के लिए व्रत खंड कार्रवाई का उपयोग किया जा सकता है तो आपके पास अधिक कठोर अधिक विवरण गणना हो सकती है लेकिन यह एक सरल ढांचा है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि आप अभिव्यक्तियों के मूल खंडसेट पर वापस जाने के लिए थे जो हमने विकसित किया था अगर कोई अंतराल है और हमने देखा है कि अंतराल दीवार की भार वहन क्षमता में कमी का कारण बनेगी व्रत खंड क्रिया पहले से ही सतह के बाहरी दीवार के भार वहन क्षमता को बढ़ा रहा है लेकिन यदि आपके पास कठोर व्रत खंड मामले के संबंध में अंतराल है तो आपको भार वहन करने की क्षमता में गिरावट आने वाली है क्या हम इसका कोई अनुमान लगा सकते हैं इसका जवाब है हाँ इसलिए हम पहले थे आर्क के बढ़ोतरीउदय का एक विश्लेषणात्मक अनुमान लगाते हुए हम जानते हैं कि गैपिंग से आर्क के बढ़ोतरीउदय में कमी आने वाली है इसलिए उसी अभिव्यक्ति में जो हम पहले उपयोग कर रहे थे हमारे पास घटक था जो संपर्क क्षेत्र को देखता था उसमें अगर हम उस अंतर को पेश करते हैं जिसे बंद करने की आवश्यकता होती है या अंतराल में वृद्धि होती है तो यहाँ हम अभिव्यक्ति में gL 4t को ला सकते हैं और फिर विस्तार करना जो कि आर्क के कुल बढ़ोतरीउदय के रूप में है जो एक अंतर है जो कि विक्षेपण से समझौता करने वाला है जो अंतराल को बंद करने के लिए आवश्यक है दीवार अंतराल के करीब विक्षेपण होना चाहिए दिवार gL4t द्वारा विक्षेपित होना चाहीए जिसे हमने पहले अन्तराल के करीब देखालेकिन यह करने में कि आप मूल वृद्धि ru खो रहे है और अब gL4t द्वारा वृद्धि का समझौता किया गया है तो इस मामले में आपका समग्र ru 0933 t हो सकता है जो कि हम gL4t द्वारा कम किए गए अनुमानों के साथ पहुंचे तो यहाँ आपको ru होने का अनुमान है और यदि फिर आघूर्ण क्षमता Mu पर वापस जायें तो Pu गुणा ru हो रहा है और देखते हैं कि भार वहन क्षमता में कितनी कमी हैक्योंकि अंतर की उपस्थिति के कारण इसलिए अंतर को कुछ के रूप में व्याख्या करने के लिए जो उपलब्ध आर्क की ऊंचाई को कम करता है वह अंतरगैप्ड व्रत खंड तंत्र का भौतिक प्रतिनिधित्व है और निश्चित रूप से Mu इस विशेष मामले में कम होने वाला है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि यह देखना शिक्षाप्रद होगा कि इस तरह की घटना के लिए कोड कैसे महत्व देते हैं जो आप अपने अभिकल्पनडिजाइन में दीवार की भार वहन क्षमता का अनुमान लगाने में लाभकारी रूप से उपयोग कर सकते हैं तो ब्रिटिश कोड में वास्तव में अभिव्यक्ति का एक सेट है जो सरल बनाता है और वृत्तखंड कार्रवाई के लिए लेखांकन में मदद करता है यह BS 5628 है जिसमें यह अभिव्यक्ति है तो आप आक्रमण बल की गणना उर्द्वाधर बंकन या क्षेतिज बंकन के आधार पर आक्रमण बल के आधार पर कर रहे हैं Pu प्रति इकाई ऊँचाई पर आक्रमण बल है या दीवार की लंबाई जोर ताकतों का दबाना बल है जिसे हम Pu में देख रहे थे इसलिए कोड मोर्टारमसाले सीमेंट रेत का मिश्रण की संपीड़ित सामर्थ्य के संदर्भ में यह अनुमान लगा रहा है जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर रहा था गैर चलित आलम्ब और ईंट की दीवार के बीच का अंतराफलक इसकी चिनाई करता है हालाँकि वह अंतराफलक वास्तव में कमजोर पदार्थ वहाँ मोर्टार या मसाले का जोड़ है तो यह उचित है और शायद कमजोर पदार्थ की सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए बेहतर है जो मोर्टार है और इसलिए ब्रिटिश कोड में अभिव्यक्ति वास्तव में मोर्टार जोड़ोंसंयुक्त की संपीड़ित सामर्थ्य का उपयोग करती है जो संपर्क में मौजूद है और यह एक रूढ़िवादी अनुमान है आप वास्तव में यदि आपके पास समग्र चिनाई मोर्टार और चिनाई इकाई की अभिन्न कार्रवाई है तो आपको एक उच्च संपीड़ित सामर्थ्य मिल सकती है लेकिन रूढ़िवादी रूप से आप दो के निचले हिस्से को मान रहे हैं और कोड एक अभिव्यक्ति 0855 01t देता है तो आइए हम इस बात की जाँच करें कि यह कैसे हुआ है इसलिए अब यह मानने के बजाय कि एक बिंदु कब्जेदारकाजहिन्ज बन रहा है हम एक परिमित लंबाई और परिमित लंबाई मान रहे हैं जिसके ऊपर सामग्री का प्लास्टिफिकेशन है तो वही अभिव्यक्ति जो हमने पहले देखी थी लेकिन अब वह सही कब्जेदारकाजहिन्ज नहीं है बल्कि एक सीमित लंबाई पर है और इसलिए यदि आपने मूल रूप से उस स्थान में प्रतिबल ब्लॉक की जांच की है तो अंतिम में मोर्टार में संपीड़न में प्रतिबल ब्लॉक मापदंडों को लाएं तो प्रतिबल खंडब्लाक वहाँ एक परिमित लंबाई है लगभग 01 t संपर्क क्षेत्र है जिसे हम पिछले खंडसेट के भावों में भी मान रहे हैं तो कुल अनुप्रस्थ काट का 10 प्रतिशत प्रतिबल ब्लॉकखंड की चौड़ाई है और पदार्थ को नरम करना है और इसलिए हम मोर्टार की संपीड़ित सामर्थ्य का 85 प्रतिशत मान लेते हैं और उस प्रतिबल ब्लॉक के साथ यदि आप इस आघूर्ण में संतुलन लिखते हैं उस आकृति में जिसे हमने पहले मान लिया है शीर्ष कब्जेदारकाजहिन्ज में आघूर्ण के साथ वहाँ a गुणा p में यह लंबवत बंकन या क्षैतिज बंकन के आधार पर h या L हो सकता है

तो यह एक तरह से आपके लिए लेखांकन का तरीका है जो क्लैम्पिंग बलों में खड़ी या क्षैतिज कार्रवाई को बंकन सकता है क्योंकि चिनाई में उपलब्ध होने वाले व्रत खंड तंत्र के कारण मैं यहां रुकूंगा और हम अगली कक्षा में बंकन के दो तरीकों की जांच शुरू कर देंगे क्योंकि अंतिम पहलू जो बाहरी सतह में बंकन के रूप में माना जाएगा